धातु भाग निर्माण जटिल धातु घटक के निर्माण में पाउडर बेड फ्यूजन प्रक्रिया का उपयोग करने के लिए चार सामान्य दृष्टिकोण है फुल्ली मेल्ट लिक्विड फेज सिंटरिंग इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग पैटर्न मैथड्स आप दो पाउडर लेने की कोशिश करते हैं आप पूरी तरह से उन पाउडर को पिघला देते हैं यह फुल्ली मेल्ट दृष्टिकोण है आपके पास दो पाउडर है जहां शीर्ष पर इन पाउडर के बीच में एक अन्य धातु के साथ कोटिंग कर रहे हैं जिसका मेल्टिंग प्वाइंट कम है यह आपको एक बेहतर कंसोलिडेशन दे सकता है यह लिक्विड फेस सिंटरिंग है इसके बाद इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग और पैटर्न मैथड्स हम विस्तार से देखेंगे जैसे कि पहले चर्चा की गई थी फुल मेल्टिंग दृष्टिकोण में एक पिघलने वाला पाउडर मटेरियल पूरी तरह से उच्च शक्ति लेजर या इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करके पिघलाया जा सकता हैएवं लिक्विड फेस सिंटरिंग दृष्टिकोण में दो धातु पाउडर या मिश्र धातु के मिश्रण का उपयोग किया जाता है जहां एक उच्च मेल्टिंग तापमान वाला घटक ठोस रहता है और निम्न मेल्टिंग तापमान वाला घटक पिघलता है और यह एक दूसरे को साथ चिपके रहने में मदद करता है इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग में भाग निर्माण के लिए एक पॉलीमर लेपित धातु पाउडर या धातु और एक पॉलीमर पाउडर के मिश्रण का केवल एक बार प्रयोग किया जाता है भाग के निर्माण के बाद आप पॉलीमर को जला देते हैं हम अगली स्लाइड में चित्र में देखेंगे जो धातु पाउडर की प्रोसेसिंग में शामिल चरणों को दर्शाता है इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग के दौरान पॉलीमर बाइंडर पिघल जाता है और कणों को एक साथ बांध देता है और धातु पाउडर ठोस रहता है अर्थात इनडायरेक्ट धातु पाउडर के कण लेजर की गर्मी से काफी हद तक अप्रभावित रहते हैं उत्पन्न होने वाले हिस्से आमतौर पर पोरस होते हैं और पॉलीमर से घिरे हरे रंग के भाग को बाद में फर्नेस में संसाधित किया जाता है तो आप क्या करते हैं आप पॉलीमर बाइंडर से एक आकार प्राप्त करने की कोशिश करते हैं और आप पॉलीमर बाईंडर को भी गर्म करते हैं ताकि पॉलीमर बाईंडर एक दूसरे से चिपक सके और फिर एक आकार बनाएं इसके बाद यह आकार बनता है जो आवश्यक है फिर आप इसे एक फर्नेस ब्लोअर में ले जाते हैं या सभी बाइंडर्स को जला देते हैं जैसे ही बाइंडर जल जाता है तो जो आपके पास बचा है आप उसे ले सकते है और आवश्यक उत्पाद प्राप्त करने के लिए पोस्ट हिटिंग प्रक्रिया के अगले चरण में जा सकते है तो मैटल पार्ट फर्नेस प्रोसेसिंगदो चरणों में होता है डीबाइंडिंग और इनफील्ट्रेशन या कंसोलिडेशन द्वारा डीबाइंडिंग के दौरान पॉलीमर बाइंडर को हरे हिस्से से हटाने के लिए वाष्पीकृत किया जाता है आमतौर पर तापमान को भी इस सीमा तक बढ़ाया जाता है कि धातु के कणों के बीच एक छोटी सी डिग्री की नेकिंग घटित हो इसके बाद बची हुई पोरोसिटी को या तो एक कम मेल्टिंग वाली धातु के इनफील्ट्रेशन के द्वारा भरा जाता है ताकि एक पूरी तरह से सघन धातु वाले हिस्से का उत्पादन किया जा सके या और अधिक सिंटरिंग एवं डेंसिफिकेशन द्वारा भी किया जाता हैपार्ट पोरोसिटी को कम करने के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है यदि आप पोरोसिटी से खुश हैं तो इसे छोड़ दें यदि आप खुश नहीं हैं तो आप उस मटेरियल को वहां भरने की कोशिश करते हैं जहां जरूरत है आप सिरेमिक पोरस मटेरियल बनाते हैं और फिर छिद्र के माध्यम से सिरेमिक मटेरियल के अंदर धातुओं को भरने की कोशिश करते हैं तो यह भरी गई धातु आपको लुब्रिकेशन भी प्रदान करती है इसलिए हम इस तरीके का उपयोग पूरी तरह से करते हैं इनफील्ट्रेशन को डाइमेंशनली नियंत्रित करना आसान है क्योंकि समग्र सिकुड़न कंसोलिडेशन की तुलना में बहुत कम है हालांकि इनफील्ट्रेटेड संरचनाएं हमेशा प्रकृति में कंपोजिट होती हैं जबकि कंसोलिडेटेड संरचनाएं एक ही प्रकार की सामग्री द्वारा बनाई जा सकती है तो आपके पास एक आधार संरचना होगी उदाहरण के लिए हम जिस बारे में बात कर रहे हैं यह एक आधार संरचना है और यह इनफील्ट्रेटेड मटेरियल है यह तरल इनफील्ट्रेट्स या ठोस इनफील्ट्रेशन हो सकता है यह सभी धातु के कण है तो आप कण बनाते हैं और फिर इसे बांधते हैं बांधने के बाद आप इसे भरने की कोशिश करते हैं और फिर भी आपके पास छिद्र होते हैं आप उसी मटेरियल के एक तरल को इनफील्ट्रेट करते है पाउडर बेड फ्यूजन विधि का उपयोग करके धातु के हिस्से के निर्माण के लिए अंतिम तरीका पैटर्न एप्रोच है पिछले 3 दृष्टिकोणों के लिए पाउडर बेड प्रक्रिया में धातु पाउडर का उपयोग किया जाता था लेकिन इस अंतिम दृष्टिकोण में पाउडर बेड प्रक्रिया में बनाया गया हिस्सा एक पैटर्न है जो धातु भागों को बनाने के लिए उपयोग किया जाता है इन्वेस्टमेंट कास्टिंग पैटर्न या सैंड कास्टिंग पैटर्न पैटर्न बनाने के दो सबसे सामान्य तरीके हैं जिसे पाउडर बेड फ्यूजन निर्मित धातु के भाग के निर्माण में पैटर्न के रूप में उपयोग किया जाता है तो मूल रूप से हम क्या करते हैं सैंड कास्टिंग में हम पैटर्न बनाने की कोशिश करते हैं यह मोल्ड है यह रेत है यह एक पैटर्न है जो इस प्रक्रिया द्वारा बनाया गया है हम इन्वेस्टमेंट कास्टिंग भी कर सकते हैं इसे पॉलीमर से बनाने की कोशिश कर सकते हैं पॉलीमर से पैटर्न फिर उसके ऊपर एक सिरेमिक कोटिंग सिरेमिक को गर्म करते हैं तो पॉलीमर जो अंदर है पिघल जाता है और खत्म हो जाता है और एक तरल के रूप में बाहर निकल जाता है अब आपके पास शेल होगा जो एक सिरेमिक शेल है सिरेमिक शेल को एक पैटर्न के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है और फिर आप इसे बहुत सारे अनुप्रयोगों में इस्तेमाल कर सकते हैं आप पॉलीमर का उपयोग कर सकते हैं आप मोम का भी उपयोग कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट कास्टिंग के मामले में पॉलीस्टीरीन या मोम आधारित पाउडर का उपयोग मशीन में किया जाता है और बाद में पोस्ट प्रोसेसिंग के दौरान सिरेमिक डाला जाता है और कास्टिंग के दौरान यह पिघल जाता है सैंड मोल्ड कास्टिंग के मामले में रेत और थर्मोसेटिंग बाइंडर्स का मिश्रण सैंड कास्टिंग कोर कैविटी या इंसर्ट बनाने के लिए मशीन में सीधे संसाधित होता है सिरेमिक भाग निर्माण धातु भागों की तरह सिरेमिक भागों भी बनाया जा सकता है धातु और सिरेमिक के बीच एकमात्र अंतर धातु का सिरेमिक की तुलना में उसका निम्न मेल्टिंग पॉइंट है सिरेमिक भागों को बनाने के लिए पाउडर बेड फ्यूजन प्रक्रियाओं का उपयोग करने के कई तरीके हैं इनमें डायरेक्ट सिंटरिग केमिकली इंड्यूस्ड सिंटरिंग इंडायरेक्ट प्रोसेसिंग और डायरेक्ट प्रोसेसिंग शामिल है धातुओं की तरह यहां भी पैटर्न मेथड होगी डायरेक्ट सिंटरिग में पाउडर बेड में एक उच्च तापमान बनाए रखा जाता है जहां लेजर का उपयोग प्रत्येक परत बनाने के लिए निर्धारित स्थान में पाउडर बेड की सिंटरिग में तेजी लाने के लिए किया जाता है परिणाम स्वरूप बनने वाला सिरेमिक भाग काफी पोरस होगा और इसलिए उच्च घनत्व प्राप्त करने के लिए अक्सर फर्नेस में पोस्ट प्रोसेस किया जाता है यह पोरोसिटी सिरेमिक की केमीकली इंड्यूस्ड प्रोसेसिंग में भी देखी जाती है सिरेमिक पाउडर की इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग धातु पाउडर की इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग के समान है इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग क्या थी यह वही है आपके पास अपना लूज पाउडर होगा लूज पाउडर में आप धातु या सिरेमिक कणों को पॉलीमर बाइंडर्स के साथ मिश्रित देख सकते हैंये पॉलिमर बाइंडर हैं इस तरह पाउडर बेड फ्यूजन प्रोसेस होता है यह कंसोलिडेटेड है और आप एक हरा भाग बनाने की कोशिश करते हैं आप केवल पॉलीमर पिघलाते हैं पॉलीमर सिरेमिक या धातु के कणों को बांधता है फिर आप इसे फर्नेस में गर्म करते हैं जब आप इसे फर्नेस में गर्म करने का प्रयास करते हैं तो यह सारा पॉलीमर पिघल जाता है और कुछ मात्रा में नेकिंग होती है यह नेकिंग तापमान के आधार पर दो धातु कणों या सिरेमिक के बीच होती है फिर आप इसे आगे की प्रक्रिया में ले जाने का प्रयास करते हैं जो फर्नेस प्रक्रिया है आप एक बेहतर कंसोलिडेशन होता देखते हैं और यहां जहां कहीं जो एक पूरा वैक्कैंट स्पॉट था कुछ मटेरियल के माध्यम से हटा दिया गया है यह वही है जैसा आवश्यक था उदाहरण के लिए आवश्यकता अनुसार और लुब्रिकेशन प्रभाव के लिए तांबा किया जा सकता है एल्युमीनियम किया जा सकता है या सीसा किया जा सकता है यहां हमने पॉलीमर के साथ बंधे हुए धातु और सिरेमिक कणों को देखा पॉलीमर बाईंडर के पिघलने और रीकंसोलिडेशन जो धातु या सिरेमिक पाउडर को थर्मली प्रभावित किए बिना जटिल भाग को बनाने में सक्षम है यह भी देखा फिर पॉलीमर वेपराइजेशन और पार्टिकल सिंटरिंग ऊंचे तापमान पर होता है जिसके परिणाम स्वरूप पोरस सिंटर भाग बनता है फिर आप इसे निम्न मेल्टिंग प्वाइंट धातु के साथ इनफील्ट्रेट करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप घनत्व परिष्करण वाला भाग प्राप्त होता है तो यह धातु और सिरेमिक के इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए तरीका है डिबाइंडिंग के बाद सिरेमिक के ब्राउन पार्ट की पोरोसिटी को कम करने के लिए कंसोलिडेटेड और इनफील्ट्रेट किया जाता है इनफील्ट्रेशन के मामले में में इसे दो प्रकार के दबाव से किया जाता है यह सकारात्मक दबाव या नकारात्मक दबाव से किया जा सकता है अर्थात यहां वैक्यूम लगाया जा सकता है आप तरल मटेरियल को खींचते हैं और फिर उसे बहने देते हैं या आप तरल पदार्थ को प्रवाहित करने के लिए दबाव लगाते हैं जब धातु पाउडर का उपयोग इंफिल्ट्रेन्ट के रूप में किया जाता है तो एक सिरेमिक धातु कंपोजिट संरचना बनाई जा सकती है ऐसे मामलों में जैसे कि सिलिकॉन कार्बाइड संरचना बनाते समय होता है एक पॉलीमर बाईंडर का चयन किया जा सकता है जो ब्राउन पार्ट के भीतर कार्बन अवशेषों की पर्याप्त मात्रा को पीछे छोड़ जाता है पिघले हुए सिलिकॉन के साथ इनफील्ट्रेशन करने के परिणाम स्वरूप पिघले हुए Si और कार्बन के बीच प्रतिक्रिया होती है जिससे SiC का उत्पादन होता है इस प्रकार लोग SiC भागों Si मोल्टन SiC और कार्बन का उत्पादन करते हैं इस प्रकार संपूर्ण SiC सामग्री में वृद्धि होती है और अंतिम भाग में Si का अंश कम होता है पाउडर बेड फ्यूज़न प्रक्रियाओं के संस्करण पाउडर बेड फ्यूज़न प्रक्रियाओं का एक बड़ा संस्करण आज विकसित किया गया है जो हमने देखा है वह केवल कुछ सफल प्रक्रियाएं हैं लेकिन लोग अपनी आवश्यकताओं के आधार पर संस्करण के साथ आए हैं इन प्रक्रियाओं के बीच व्यावहारिक अंतर को समझने के लिए यह जानना महत्वपूर्ण है कि पाउडर वितरण विधिहिटिंग प्रक्रियाऊर्जा इनपुट के प्रकार वायुमंडलीय स्थिति ऑप्टिक्स और अन्य विशेषताएं एक दूसरे के संबंध में कैसे भिन्न होती हैं इस अनुभाग में वाणिज्यिक प्रक्रिया और कुछ उल्लेखनीय विकासशील प्रणालियों के अवलोकन की चर्चा इस खंड में की गई है कम तापमान प्रोसेसिंग के लिए लेजर आधारित प्रणाली कम तापमान वाले लेजर बेस्ड पाउडर बेड फ्यूजन तकनीक के लिए दो प्रमुख उत्पादक है इन कम तापमान मशीनों को पॉलीमर की डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए एवं धातु और सिरेमिक की इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन किया गया है यह दोनों कंपनियां दुनिया भर में अपनी मशीनों की बिक्री और सेवा प्रदान करती है पॉलीमर प्रोसेसिंग के लिए डिजाइन की गई कम तापमान पाउडर बेड वाशिंग मशीन को आमतौर पर सिलेक्टिव लेजर सिंटरिग मशीन या लेजर सिंटरिग मशीन कहा जाता है एसएलएस मशीन के मशीन मॉडल को व्यवसायिक रूप में पेश किया गया था और वर्तमान में इनका निर्माण और आपूर्ति 3डी सिस्टम्स यूएसए द्वारा किया जाता है जिन्होंने 2001 में डीटीएम को खरीदा था यह उद्योग तेजी से बदल रहा है और कंपनियां कंपनियों को खरीद कर रही है कंपनियां कंपनियों को बेचती है इसलिए लंबे समय तक एक ही मालिक नहीं रहताजैसे ऑटोमोबाइल में हमारे पास कुछ जॉइंट होते हैं लेकिन 3D रैपिड मैन्युफैक्चरिंग या रैपिड प्रोटोटाइपिंग में एक भी जॉइंट नहीं होता है जिसके चलते एक प्रौद्योगिकी की स्थापना करें इसे बेच दें फिर दूसरी कंपनी स्थापित करें और यह चलता रहेगातो 3 डी सिस्टम ने 2001 में डीटीएम खरीदा यह एक टिप है यह सेलेक्टिव लेज़र सिंटरिंग प्रोसेस के लिए योजनाबद्ध रेखा चित्र है तो यहाँ एक पाउडर बेड है इस बेड में आपके पास एक पॉलीमर धातु या एक सिरेमिक पाउडर हो सकता है तो यह पाउडर जो वहाँ है इसे अब पाउडर बेड में स्थानांतरित कर दिया जाता है इस पाउडर बेड को एक प्रकार से टेबल भी कहा जाता है इस प्रकार पाउडर बेड ऊपर जाता है और टेबल से नीचे चला जाता है जब रोलर जो एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है वह पाउडर की एक परत की आवश्यक मात्रा लेने की कोशिश करता है और इसे टेबल के ऊपर फैलाता है और फिर यह रोलर दूसरे चरम छोर पर जाता है अगली बार में जब सिंटरिंग की एकल परत की सूचना समाप्त हो जाती है तो बेड इसे एक परत से नीचे खींचता है यह पाउडर्ड डिलीवरी पिस्टन एक परत से ऊपर जाता है रोलर इस चरम छोर से सामग्री लेता है और टेबल में जाता है और फिर इस चरम छोर पर जाता है तो अब आपके पास क्या है परत दर परत सूचना है और इस तरह से यह किया जाता है तो यहां आपके पास लेजर है यह ऑप्टिक्स है जो लेजर के साथ जुडा है यहाँ एक स्कैनिंग मिरर है जो आपको उत्पादन के लिए 2 D परत की जानकारी देता है नई मशीनें पिछली मशीनों पर पार्ट एक्यूरेसी टेंपरेचर यूनिफॉर्मिटी बिल्डिंग स्पीड रिलायबिलिटी फीचर डेफिनेशन और सरफेस फिनिश के संदर्भ में का सुधार प्रदान करती है और आपको यह भी समझना चाहिए पाउडर बेड के चारों ओर एक हीटर रखा गया है यहाँ केंद्र भाग में हीटिंग होती हैं लेकिन यह आपको बहुत अधिक तापमान तक नहीं ले जायेगी और पूरे सिस्टम को एक छोटे से फर्नेंस के अंदर एक कम तापमान पर बना कर रखा जाएगा जो मेल्टिंग तापमान नहीं है यह सुनिश्चित करने के लिए की मुक्त वातावरण के संबंध में कोई संदूषण नहीं होता है इसमें पानी के अणु नहीं होने चाहिए ना ही इसे प्रतिक्रिया करना चाहिए तो इसे फर्नेस के अंदर डालते हैं और आर्गन गैस के साथ प्रक्षेपण करते हैं जिससे लेजर एक्यूट लेजर रेजोल्यूशन मैं सुधार किया जाता है पाउडर का आकार कम किया जाता है फिर पाउडर के आकार में एकरूपता लाई जाती है जिससे स्कैनिंग गति अधिक हो जाती है फिर पुनरावृति और ड्राइव मैकेनिज्म में सुधार होता है तो यह कुछ चीजें हैं जिन्हें हम एसएलएस प्रक्रिया में आगे बढ़ा रहे हैं ताकि आपको 3 ड़ी सिस्टम की बेहतर सुविधाएं मिले कम तापमान वाली मशीनों को विभिन्न प्रकार के पाउडर मटेरियल को चलाने के लिए डिजाइन किया गया है लगभग 01 से 3 प्रतिशत ऑक्सीजन के साथ CO2 लेजर और नाइट्रोजन वातावरण के उपयोग के कारण यह मशीनें सीधे शुद्ध धातुओं और सिरेमिक को संशोधित करने में असमर्थ है और एसिड पॉलीमर सामग्री को संशोधित करने के लिए अनुकूलित है जिसमें नायलॉन पॉलीएमाइड सबसे लोकप्रिय है जबकि दूसरी वह है जिसमें हम एक बाइंडर का उपयोग करते हैं जिसे प्रिंटर हेड में रखा जाता है और लेजर को बाइंडर हेड से बदल दिया जाता है अगले उन्नत संस्करण में लेजर को हटाया जा रहा है और प्रिंटहेड के साथ बदला जा रहा है इस प्रिंटहेड में नोजल होगा इसमें कई नोजल होंगे और प्रत्येक नोजल में ओरिफिस होंगे यह नोजल है यह ओरिफिस है इस ओरिफिस के माध्यम से बाइंडर मटेरियल नीचे गिरता है और उन सभी स्थानों पर गिरता है जहां आपको कणों को जोड़ना होता है और फिर आपको आउटपुट मिलता है यह पॉलीस्टीरीन आधारित कास्टिंग मटेरियल और इलास्टोमेरिक मटेरियल की भी डायरेक्ट प्रोसेसिंग कर सकता है और यह अक्सर पॉलीमर बाइंडर के साथ धातु पाउडर की इनडायरेक्ट प्रोसेसिंग की पेशकश करता है यह एस एल एस प्रक्रिया का एक उन्नत अगला प्रकार है ई ओ एस जर्मनी एम टी टी यूके कांसेप्ट लेजर जर्मनी और फीनिक्स सिस्टम फ्रांस धातु और सिरेमिक पाउडर की डायरेक्ट मेल्टिंग और सिंटरिंग के लिए व्यवसायिक रूप से उपलब्ध लेजर आधारित प्रणाली की चार बड़ी कंपनियां है यह सभी 4 एक बड़े खिलाड़ी हैं अब भी वह बाजार में उपलब्ध हैं वे अद्भुत काम करते हैं सभी चार एक दूसरे के प्रतिस्पर्धी हैं हालांकि दुनियाभर में इन सभी चार कंपनियों की मशीन की बिक्री और सेवा नहीं है उदाहरण के लिए सभी 4 कंपनियां यूरोप में मशीनें बेचती हैं जबकि इ ओ एस और एम टी टी सक्रिय रूप से यूएसए में सिस्टम भेजते हैं इसलिए उनके पास एक निश्चित बाजार भी है और वह इस माध्यम से ही काम करते हैं भारत में आप एक एजेंट के माध्यम से सभी चार को प्राप्त कर सकते हैं प्रौद्योगिकी की श्रेणी का वर्णन करने के लिए सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली सिलेक्टिव लेजर मेल्टिंग है हालांकि लेजर क्यूजिंग और डायरेक्ट मेटल लेजर सिंटरिंग मे भी लेजर शब्द का उपयोग कुछ निर्माता द्वारा किया जाता है जैसा कि निम्नलिखित खंडो में बताया गया है इस चर्चा के लिए हम सामान्य तौर पर प्रौद्योगिकियों का उल्लेख करने के लिए एस एल एम का उपयोग करते हैं ना की किसी विशेष संस्करण के लिए उच्च थर्मल कंडक्टिविटी ऑक्साइड करने की प्रवृत्ति सतह पर उच्च सरफेस टेंशन लो अब्सॉर्प्टीवीटी आदि पॉलीमर की तुलना में धातु पाउडर की प्रक्रिया को काफी कठिन बना देती है यह महत्वपूर्ण गुण है जिस पर ध्यान दिया जाना चाहिए आज व्यवसायिक रूप से उपलब्ध एस एल एम में समान लेजर का उपयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि परस्पर क्रिया का समय समान नहीं हो सकता है जर्मनी के फ्राउनहोफर इंस्टीट्यूट द्वारा विकसित सिलेक्टिव लेजर पाउडर रिमेल्टिंग अप्रोच एस एल एम सिस्टम का प्रकार है जो आज व्यवसायिक रूप से उपलब्ध हैउनके शोध ने धातु पाउडर की लेसर आधारित बिंदुवार सफल मेल्टिंग के लिए आवश्यक बुनियादी प्रोसेसिंग तकनीक को विकसित किया धातु के पाउडर के अवशोषण के लिए बेहतर वेवलेंथ के साथ लेजर का उपयोग एस एल एम प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक कुंजी थी उदाहरण के लिए ब्लू लेजर रेड लेजर और ग्रीन लेजर की प्रतिक्रिया पूरी तरह से अलग है इसलिए आवश्यकता के आधार पर लेज़र का चयन करते हैं और इस संदर्भ में जब हम लेजर मटेरियल की परस्पर क्रिया के बारे में बात करते हैं तो यह अवशोषण गुण है जो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके बाद आज लगभग सभी एस एल एम मशीन फाइबर लेजर में परिवर्तित हुई है जो सामान्य तौर पर खरीदी और रखरखाव के लिए सस्ती होती हैं यह अधिक सुगठित ऊर्जा कुशल है और एनडी वाय एल जीNdYAG लेजर की तुलना में बेहतर बीम गुणवत्ता वाली है 3 डी माइक्रोमेक एजी जर्मनी एक लेजर प्रोसेसिंग कंपनी है जिसने छोटे पैमाने पर एस एल एम प्रक्रियाओं को निर्माण किया है जिसमें 25 मिलीमीटर या 50 मिलीमीटर व्यास एवं 40 मिली मीटर ऊंचाई के छोटे सिलेंडर होते हैं इसलिएआज जब हम जैव प्रत्यारोपण सूक्ष्म द्रव चैनलों इलेक्ट्रॉनिक्स एमईएमएस एप्लिकेशन आदि को देख रहे हैं जहां आप सीधे शुरुआत सेबिल्डिंग ब्लॉक से उत्पादन करना चाहते हैं वहां अंतिम भाग बनाने के लिए हम इस तकनीक का उपयोग करते हैं वास्तव में कुछ जटिल ज्यामिति वाले भाग होते हैं जिनका उपयोग प्रत्यारोपण के रूप में किया जाता है जिनको एक सबट्रैक्टिव प्रोसेस के द्वारा बनाया जाना बहुत मुश्किल है वही एडिटिव प्रोसेस इसे बिना किसी समय के विकसित करता है और फिर सेआपके पास वहां फंक्शनली ग्रेडेड मटेरियल भी हो सकता हैं यह प्रत्यारोपण को छोटे विक्षेपण या दबाव में परिवर्तन के प्रति बहुत संवेदनशील बनाता है एसएलएम प्रक्रिया आपके प्रत्यारोपण के उन अनुप्रयोगों के लिए की जाने वाली इकलौती प्रक्रिया है तो यह रैपिड मैन्युफैक्चरिंग है और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था जब हम एक परत करने की कोशिश करते हैं तो एक ही परत में आप एक साथ धातु भागों की श्रेणी शुरू कर सकते हैं जैसे अगर आपके पास 30 सेंटीमीटर X 30 सेंटीमीटर टेबल है और यदि आपके घटक का आकार मुश्किल से 2 सेंटीमीटर है तो अब क्या होगा आप 25 या 30 भागों की परत बना सकते हैं परत दर परत यह तब तक किया जा सकता है जब तक आप किसी एक भाग को समाप्त कर दें आपको 30 भाग भी मिलेंगे भागो की श्रेणी भी बनेगी यह नई तकनीक है जहां लोग रैपिड मैन्युफैक्चरिंग का उपयोग कर रहे हैं आप सटीक योजना बनाइए लाइव अनुप्रयोगों के निर्माण के लिए रैपिड मैन्युफैक्चरिंग तकनीकों का उपयोग करिए फाइबर लेजर स्मॉल फिचर्ड डेफिनेशन के लिए एक विशेष छोटे स्पॉट पर केंद्रित है फाइन पाउडर पार्टिकल साइज जो कि फाइन फीचर रिप्रोडक्शन के लिए आवश्यक है इसका उपयोग करने के लिए उन्होंने एक अद्वितीय 2 पाउडर फीडिंग मैकेनिज्म विकसित किया है एक बिल्ड प्लेटफार्म 2 पाउडर फीड सिलेंडर के बीच स्थित है रोटेटिंग रॉकर आर्म पाउडर फीड सिलेंडर के ऊपर होता है पाउडर फीडर में धकेल दिया जाता है जो हॉपर को चार्ज करता है जब रॉकर आर्म को बिल्डिंग प्लेटफार्म के ऊपर ले जाया जाता है तो यह लेजर प्रोसेसिंग से पहले बिल्डिंग सिलेंडर से दूर जा रहे पाउडर को जमा कर समतल कर देता है संसाधित किए जा रहे मटेरियल को परत दर परत तरीके से फीड सिलेंडर के बीच फेरबदल कर बदला का सकता है इस प्रकार बहुपरत संरचनाएं बनती हैं 2005 में घोषित ई एस ओ की एक विशेष वितरण व्यवस्था के अनुसार एक दिन ऐसा भी हो सकता है जब उन उपभोक्ताओं को मशीन उपलब्ध होने लगे जो अपने स्वयं के उपकरणों की खरीद करना चाहते हैं तो डेस्कटॉप प्रिंटिंग की तरह हमारे पास डेस्कटॉप 3डी प्रिंटिंग मशीन होंगी जिसमें वे लेजर का उपयोग कर सकते हैं क्योंकि लेजर भी किफायती हो रहे हैं प्रारंभ में जो एक सॉलिड स्टेट लेजर था अब वह एक फाइबर लेजर बन गया है फाइबर लेजर बेशक किफायती है जब आप अधिक उच्च शक्ति के लिए जाते हैं तो इसमें अन्य तकनीकी चुनौतियां बहुत होती हैं लेकिन आजकल फाइबर लेजर बहुत किफायती हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन बीम के साथ लेजर को प्रतिस्थापित करना एक नया चलन है क्योंकि आप सिंटरिंग का सटीक नियंत्रण चाहते हैं तो पाउडर बेड फ्यूजन में इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग एक सफल तरीका बन गया है धातु पाउडर कणों के बीच फ्यूजन को प्रेरित करने के लिए इलेक्ट्रॉन बीम सिस्टम लेजर बीम सिस्टम के विपरीत उच्च ऊर्जा इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करती है यह प्रक्रिया स्वीडन में चेमर्स तकनीकी विश्वविद्यालय में विकसित की गई थी और अब आज यह बाजार में उपलब्ध है एसएलएम के समान ईबीएम प्रोसेस पहले से रखे पाउडर की एक पतली परत पर फोकस्ड लेजर बीम स्कैन करता है जिससे स्लाइस क्रॉस सेक्शन के अनुसार लोकलाइज्ड मेल्टिंग और रीसॉलिडिफिकेशन होता है हालांकि एस एल एम और ईबीएम में आमतौर पर करने के तरीकों के बीच कई तरह के अंतर हैं जिन्हें तालिका में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है मैं आपको आगे तालिका दिखाऊंगा थर्मल सोर्स ईबीएम में इलेक्ट्रॉन बीम और एसएलएम में लेजर बीम है वायुमंडल ईबीएम में वैक्यूम और एसएलएम में इनर्ट गैस है स्कैनिंग ईबीएम में डिफ्लेक्शन कॉयल और एसएलएम में गैल्वेनोमीटर है यह एक डिफ्लेक्शन कॉयल है ईबीएम में हम एक डिफ्लेक्शन कॉयल का उपयोग करते है एसएलएम में हम गैल्वो का उपयोग करते हैं क्योंकि गैल्वो का उपयोग एक्स वाय प्लेन की जानकारी देने के लिए किया जाता है फिर एनर्जी अब्जॉर्प्शन ईबीएम में कंडक्टिव और एसएलएम में एब्सॉर्प्टिव होता है यह दो गुण पूरी तरह से अलग हैं यह ऑप्टिक आधारित गुण है फिर पाउडर प्री हीटिंग ईबीएम में इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग किया जा सकता है और एसएलएम में इन्फ्रारेड का उपयोग मुक्त वातावरण से होने वाले संदूषण से बचने के लिए किया जा सकता है स्कैनिंग स्पीड ईबीएम में बहुत तेज होती है क्योंकि सीमित इलेक्ट्रॉन है जो लेजर में हो सकता हैएसएलएम में डिफ्लेक्शन कॉयल का उपयोग किया जाता है इसलिए यह बहुत तेज गति से स्कैन कर सकता है एनर्जी कॉस्ट ईबीएम में ऊर्जा लागत मध्यम है एसएलएम में ज्यादा है सरफेस फिनिश ईबीएम में मध्यम से खराब होती हैएसएलएम में उत्कृष्ट से मध्यम होती है फीचर रेजोल्यूशन ईबीएम में मध्यमएसएलएम में उत्कृष्ट है मटेरियल्स ईबीएम का उपयोग किसी भी धातु और एसएलएम का उपयोग किसी भी धातु और गैर धातुओं के लिए किया जा सकता है यह एक विशिष्ट हिस्सा है जो घुटने का जोड़ है जिसे एच 13 टूल स्टील का उपयोग करके इलेक्ट्रॉन बीम मेल्टिंग से बनाया जाता है आप एक अद्भुत सरफेस फिनिश देखते हैं आज यह अनिवार्य बन गया है यह घुटने की सर्जरी का एक अभिन्न अंग बन गया है दिलचस्प ऐसा यह है कि जब हम इस घुटने के जोड़ों पर काम करना शुरू करते हैं तो हमें कई चीजों का एहसास होता है जब मैंने भी काम किया तो कई चीजों को महसूस किया किसी भी रोगियों में लगभग एक ही जैसे घुटने का जोड़ नहीं होगा क्योंकि आपके शरीर का बॉडी टू मास इंडेक्स अलग है और आपके लोडिंग पार्ट का समय घुटने पर अलग है तो उस स्थिति में घुटने का जोड़ हर किसी के लिए एक समान नहीं होता है आपको पहले अपने घुटने का स्कैन कराना होगा नकारात्मक पहलुओं को समझना होगा एम आर आई की जानकारी से एक पॉलीमर मॉडल बनाने की कोशिश करें अपने घुटने के जोड़ को देखें एक बार जब आप सब कुछ समझ गए तो उसी कैड मॉडल का पालन करते चले इलेक्ट्रॉन बीम पर जाए या एस एल एम प्रक्रिया का उपयोग करें अपना हिस्सा बनाने का प्रयास करें यह हिस्सा विशेष रूप से आपके लिए निर्मित किया गया है कई बार आप देखते हैं कि 1 डॉक्टर 7 से 9 घंटे तक घुटने के प्रत्यारोपण के ऑपरेशन में शामिल होता है उस समय का अधिकांश हिस्सा बड़े पैमाने पर अनुकूलन के लिए है कि कैसे रोगी के हिसाब से विशेष रूप से कोई भाग बनाया जाए इलेक्ट्रॉन बीम स्वाभाविक रूप से लेजर बीम से भिन्न होते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन बीम प्रकाश की गति के आसपास बढ़ने वाले इलेक्ट्रॉनों की धारा से बने होते हैं जबकि लेजर बीम प्रकाश की गति से चलते हुए फोटोन से बने होते हैं तो एक प्रकाश की गति के लगभग पास है तो दूसरा प्रकाश की गति से चलता है जब इलेक्ट्रॉन बीम वायुमंडलीय दबाव में गैस से गुजर रही होती है उदाहरण के लिए जब इलेक्ट्रॉन परमाणु गैस के साथ संपर्क करता है और विक्षेपित हो जाता है तो आपको इस मशीन में एक वैक्यूम चेंबर संलग्न करने की आवश्यकता है इसके विपरीत लेजर बीम बिना प्रभावित हुए गैस से गुजर सकती है जब तक कि गैस किसी विशेष वेवलेंथ के लिए पारदर्शी हो इस प्रकार इलेक्ट्रॉन बीम को कम आंशिक वैक्यूम वातावरण में इस्तेमाल किया जाता है जबकि फाइबर लेजर का उपयोग किसी भी वातावरण में किया जाता हैबशर्ते लेजर को गुजरने की अनुमति हो इबीएम पाउडर बेड को एसएलएम प्रक्रिया की तुलना में अधिक तापमान पर बनाए रखा जाता है इसके कई कारण हैं पहला इलेक्ट्रॉन बीम प्रणाली में प्रयुक्त बीम का उच्च ऊर्जा इनपुट स्वाभाविक रूप से कम ऊर्जा वाली लेजर बीम की तुलना में आसपास के लूस पाउडर को प्राकृतिक रूप से उच्च तापमान तक गर्म करता है जो महत्वपूर्ण है तो कहने का मतलब यह है कि इस तरह निर्माण के दौरान स्टडी स्टेट यूनिफार्म टेम्परेचर बनाए रखने के लिए आपके पास समुचित फैलाव होगा इबीएम प्रक्रिया पाउडर बिछाने से पहले बिल्ड प्लेटफॉर्म के नीचे धातु सब्सट्रेट को गर्म करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन बीम का उपयोग करती है यह बिल्ड प्लेटफॉर्म के तल पर इलेक्ट्रॉन बीम धातु सब्सट्रेट को पाउडर बिछाने से पहले गर्म करता है इलेक्ट्रॉन बीम को विकसित करने और इसे पाउडर बेड की पूरी सतह पर बहुत तेजी से स्कैन करने के लिए बेड को तेजी से और समान रूप से पूर्व निर्धारित तापमान तक गर्म किया जाता है मान लीजिए की तापमान बहुत कम है आप इसे ऊष्मा प्रदान करते हैकि कंडक्शन घटित हो जिसके कारण रेजोल्यूशन कम हो जाता है नतीजतन पाउडर बेड हिटिंग के लिए अधिकांश एस एल एम सिस्टम में मौजूद रेडिएटिव और रजिस्टिव हिटिंग आमतौर पर इबीएममें उपयोग नहीं किए जाते हैं यह रजिस्टिव हीटिंग या इन्फ्रारेड हिटिंग नहीं है ऊंचे तापमान पर पाउडर बेड को बनाए रखने के कारण एक सामान्य इबीएम भाग का परिणामी माइक्रोस्ट्रक्चर एसएलएम से काफी अलग होता है पूरी तरह से अलग यदि आप माइक्रोस्ट्रक्चर को देखते हैं तो यह पूरी तरह से अलग होगा इ बी एम बहुत अच्छा आउटपुट देता है विशेष रुप से एसएलएम में एक एक लेजर स्कैन लाइनें आमतौर पर आसानी से पहचानी जा सकती है जबकिइबी माइक्रो स्ट्रक्चरिंग में अक्सर यह अलग से पहचानी नहीं जा सकती है जहां तक इलेक्ट्रॉन बीम का सवाल है तो इबी के उपयोग करने का यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण लाभ है आपको बहुत चिकनी सतह मिलती है जिससे परिष्करण पोस्ट प्रोसेसिंग बहुत आसान हो जाती है एस एल एम में तेजी से ठंडा करने से छोटे दाने का आकार बनता है और बाद में जमा होने वाली परत केवल पहले से जमा परत को आंशिक रूप से फिर से पिघलाती है पाउडर बेड को काफी कम तापमान पर रखा जाता है जिस कारण ऊंचे तापमान पर कणों का विकास भी परत के प्रभाव को नहीं मिटा पाता है इलेक्ट्रॉन बीम में पाउडर बेड के उच्च तापमान और ज्यादा और अधिक विस्तृत उष्मा निवेश के परिणामस्वरूप कंटिन्यूस ग्रेन पेटर्न प्राप्त होते हैं जो एसएलएम की तुलना में कम पोरोसिटी के साथ कास्टिंग माइक्रोस्ट्रक्चर को दर्शाता है इलेक्ट्रॉन बीम बहुत उन्नत और त्रुटिरहित तरीका है इसमें स्पॉट का आकार हिटिंग नियंत्रित कण संरचना आदि से सबसे अच्छा आउटपुट मिलता है पाउडर बेड प्रक्रिया रैपिड मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइन अनुसार और परत के अनुसार सबसे लचीला सामान्य दृष्टिकोण साबित हुआ है किसी भी अन्य पाउडर बेड दृष्टिकोण से इसमें सामग्री निर्माण और अनुप्रयोगों की बड़ी विविधता उपलब्ध है हालांकि सिस्टम की समग्र लागत महंगे लेज़र या इलेक्ट्रॉन बीम के उपयोग और बीम किसी भी समय सामग्री के केवल एक बिंदु को संसाधित कर सकती है इस तथ्य के कारण अधिक है मतलब सुधार की काफी गुंजाइश है क्योंकि लेजर और ईवीएम द्वारा बिंदु से बिंदु तक जाया जा सकता है अब स्पॉट से स्पॉट होने के बजाय अगर मैं एक छोटा मास्क रख सकता हूं और उस पर प्रकाश को गिरने दे सकता हूं तो पूरी प्रक्रिया एक लाइन के रूप में वह भी एक बार में बहुत उच्च रेजोल्यूशन के साथ हो जाती है नतीजतन बहुत से संगठनों ने एक समय में सामग्री की लाइनों या परतों को फ्यूज करने के तरीके विकसित किए हैं जैसे फोटोलिथोग्राफी आपके पास प्रकाश है बस एक एक्स रे लेआपने एक्स रे ले लिया है इसे एक फ्लैट पारदर्शी ट्यूबलाइट बॉक्स पर लगा दे इसे डॉक्टर देखता है तो यह लगभग इसी के समान है ट्यूबलाइट दूसरी तरफ से आ रही है एक्स रे एक द्रव्यमान हैं जिसे ऊपर रखा जाता है और डॉक्टर इस तरफ से देख रहे हैं इसलिए यदि प्रकाश को मास्क से गुजरने दिया जाता है तो इस प्रकार प्रकाश उस वस्तु पर लगने की कोशिश करता है जो कुछ भी नहीं लेकिन एक पाउडर बेड है फिर आपको जो मिलता है वह एक बार में पूरी परत की जानकारी है आप पॉइंट लाइन लेयर या लाइन लेयर या लेयर किसी भी तरह से कर सकते हैं सभी तीन विकल्प संभव है यदि आप पॉइंट से करते हैं तो हम लेजर और बाइंडर का उपयोग करते हैं जब हम लाइन का उपयोग करते हैं तो हम इबी इस्तेमाल करते हैं यह एक मौका है हम इसे एक बार में कर सकते हैं आप एक पॉलीमर को धातु पाउडर के साथ मिलाते हैं और पॉलीमर को यूवी प्रकाश द्वारा क्योर करते हैं नतीजतन कई संगठन एक समय पर दो फ्यूज लाइनों और सामग्री की परतों को फ्यूज करने के तरीके विकसित कर रहे हैं हालांकि यह सभी प्रक्रियाएं वर्तमान में धातु की डायरेक्ट प्रोसेसिंग के लिए बहुत ही कम तापमान का इस्तेमाल करती हैं एक लाइन वार या परतवार तरीके से पॉलीमर प्रोसेसिंग की क्षमता पी बी एफ या पाउडर बेड प्रोसेस की निर्माण दर को बढ़ा सकती है या इस प्रकार उन्हें अधिक लागत प्रभावी बना सकती है तो आप यहां देखें यह उदाहरण हैं मैं ऊपर से एक इन्फ्रारेड देता हूं आपके पास मास्क है एक बेड है फीडर कार्ट्रिज है इससे एक रोलर है यह रोल करता है और टेबल में सामग्री को जोड़ता है और टेबल नीचे जाता है तो आपको मास्क परत पर जानकारी की एक परत मिलती है सबसे महत्वपूर्ण इन तीन प्रक्रियाओं की नीचे चर्चा की जाएगी यह सभी तीन प्रक्रियाएं पाउडर बेड में फ्यूजन को प्रेरित करने के लिए इन्फ्रारेड का उपयोग करती है मूल रूप से आपके पास धातु और पॉलीमर भी हो सकते हैं या आप केवल पॉलीमर का उपयोग कर सकते हैं इसमें सबसे महत्वपूर्ण अंतर पाउडर बेड का कौन सा हिस्सा फ्यूज होता है और कौन सा हिस्सा फ्यूज नहीं होता है को नियंत्रित करने के तरीके में निहित है जैसा कि मैंने नीचे बताया है आप एक मास्क टाइप का उपयोग कर सकते हैं पार्ट रीजन में अब्जॉर्प्टिविटी एनहांसिंग एजेंट के प्रिंटिंग का उपयोग कर सकते हैं और फिर सिंटर्ड की प्रिंटिंग सिंटरिंग इन्हीबिटर में भाग क्षेत्र के बाहर कर सकते हैं तो यह एक इंकजेट है जो अब्जॉर्प्टिविटी एनहांसिंग एजेंट की प्रिंटिंग है तो यहां इंकजेट से मुद्रित किया जाता है और फिर परत बनाने के लिए इन्फ्रारेड का उपयोग किया जाता है तीसरा सिंटर्ड इन्हेबिटेंट्स की इंकजेट प्रिंटिंग होती है आपके पास एक इंफ्रारेड है जानकारी की एक परत है केवल बाहरी भाग बनाया जाता है केंद्र भाग में इसे नहीं किया जाता मास्क के माध्यम से इन्फ्रारेड थर्मल एनर्जी का एक बार में संपूर्ण परत पर पड़ना और पाउडर की परत बनने की तेजी इस तकनीक की प्रमुख विशेषताएं हैं इसकी पाउडर वितरण प्रणाली 3 सेकंड में एक नई परत जमा कर सकती है इसमें ऊर्जा एक इंफ्रारेड हीटर द्वारा प्रदान की जाती है हम एक डायनामिक मास सिस्टम डीएमडी का उपयोग कर सकते हैं या आप बस पुराने जमाने की फिल्म की तरह झूमते रह सकते हैं जहां एक फिल्म का रोल लगातार गुजरता था और आप एक फिल्म देखते थे तो उसी तरह डायनामिक मास सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि एक फोटोकॉपियर मैं इंक को कागज में स्थानांतरित करने के लिए हीटर और पाउडर के बीच उपयोग किया जाता है ईसीआर एक तरह से उस अवधारणा का पुनर्जन्म है जिसे शुरुआती दिनों में क्यूबिटल द्वारा लेयर फोटो पॉलीमराइजेशन के लिए सोचा गया था एसएमएस मास्क पाउडर बेड पर इन्फ्रारेड को परत में निर्धारित क्षेत्र में डालने की अनुमति देता है ब्रिटेन के लाफबॉरो विश्वविद्यालय में हाई स्पीड सिंटरिंग विकसित की जा रही है आप देखते हैं कि कई बदलाव अभी भी अनुसंधान चरण में है हाई स्पीड सिंटरिंग और इंकजेट प्रिंटर का उपयोग पाउडर बेड पर इंक जमा करने के लिए किया जाता है जो घटक में परत के क्रॉस सेक्शन को दर्शाता है इंक विशेष रूप से इंफ्रारेड के अवशोषण को आसपास की परत की तुलना में बढ़ाने के लिए तैयार की जाती है तो इंक फैली हुई है आपके पास एक इंफ्रारेड है इंक पाउडर जॉइंट्स को क्योर करता है और आपको भाग मिल जाता है इंफ्रारेड हीटर का उपयोग इंक जैटिंग के बाद जल्दी से पूरे पाउडर बेड को स्कैन करने के लिए किया जाता है इस प्रकार यह प्रक्रिया लाइन वार या परतवार प्रोसेसिंग का एक उदाहरण है मुद्रित क्षेत्र की तुलना में अमुद्रित क्षेत्र की अवशोषिता के बीच अंतर का मतलब है की अमुद्रित क्षेत्र सिंटर के लिए पर्याप्त ऊर्जा को अवशोषित नहीं करता है जबकि पाउडर जहां मुद्रित इंक है उसे अवशोषित करता है जहां प्रिंटिंग होती है वहां ऊर्जा का अधिक अवशोषण फ्यूज्ड और अनफ्यूज्ड क्षेत्र के बीच अंतर कारक है जहां इंक आमतौर पर ग्रे या काले रंग की होती है और अंतिम भाग के रंग को प्रभावित करती है तीसरा तरीका आप सिर्फ वहां गिराते है और इंक क्योर होती है रैपिड पाउडर बेड फ्यूजन का तीसरा तरीका सिलेक्टिव इन्हिबीशन सिंटरिंग प्रोसेस है हाई स्पीड सिंटरिंग के विपरीत इसमें एक क्षेत्र में ही प्रिंटिंग की जाती है जहां फ्यूजन वांछनीय नहीं होता है इसके बाद यह इंफ्रारेड के संपर्क में आता है इस मामले में डिफ्यूजन के साथ इन्हीबिटर इंटरफेरेंस और इन्हिबिट सिंटरिंग के साथ के गुण केवल नकारात्मक हैसिंटरिंग इन्हीबिटर उस क्षेत्र में मुद्रित होता है जहां फ्यूजन वांछनीय नहीं है आप पिछली प्रक्रिया को नकारात्मक मानते हैं इस मामले में इन्हींबिटर इंटरफेरेंस डिफ्यूजन के साथ इंटरफेरेंस करता है और सतह के गुणों की सिंटरिंग करता है इसके अलावा शोधकर्ताओं ने पाउडर बेड के हिस्से को मास्क करने के लिए चल प्लेटो का भी उपयोग किया है जहां किसी भी प्रकार की सिंटरिंग की आवश्यकता नहीं होती है ताकि अवरोध की मात्रा को कम किया जा सके फ्यूज्ड मेटल डिपोजिशन सिस्टम कई प्रक्रियाओं को विकसित किया गया है जो लेजर द्वारा बनाए गए मेल्ट पूल में धातु पाउडर को ब्लो करने के सिद्धांत का उपयोग करता है तो इसे देखें आपके पास एक लेज़र होगा जो आता है और हिट करता है आपके पास गैस के साथ एक पाउडर धातु की आपूर्ति होती है और इस गैस को डालने के लिए एक प्लेट है यहां कण सतह पर टकरा रहे हैं और गैस का उपयोग किया जा रहा है तो इस प्रक्रिया को फ्यूज़्ड मेटल डिपोजिशन प्रक्रिया कहा जाता है या इसे लेंस लेजर इंजीनियर्ड नेट शेपिंग कहा जाता है इसे जॉन हॉकिंसन विश्वविद्यालय में विकसित किया गया था इसमें लेजर प्लेट को स्थानांतरित करता है जहां दो गैस होती है लेजर प्लेट को स्थानांतरित करती है जहां दो गैस होती हैं वह भी चलती है यह सब समाक्षीय है और फिर इसमें डालने के लिए वाहक गैस का उपयोग किया जाता है प्रोसेस पैरामीटर्सजहां तक लेजर का संबंध है लेज़र पावर स्पॉट डायमीटर पल्स ड्यूरेशन फ्रीक्वेंसी इस प्रक्रिया के बहुत महत्वपूर्ण पैरामीटर हैं स्कैनिंग संबंधित गुण जैसे स्कैनिंग स्पीड स्कैनिंग स्पेस और स्कैनिंग पैटर्न बहुत महत्वपूर्ण है पाउडर संबंधित पैरामीटर में पार्टिकल साइजपार्टिकल शेपडिस्ट्रीब्यूशन पाउडर बेड डेंसिटी लेयर थिकनेस और मटेरियल प्रॉपर्टी हैं तापमान से संबंधित पैरामीटर में पाउडर बेड टेम्परेचर पाउडर फीडर टेम्परेचर और टेम्परेचर यूनिफॉर्मिटी ये कुछ प्रक्रिया पैरामीटर हैं जिन्हें नियंत्रित किया जाना बहुत जरूरी है तो एक बार इस व्याख्यान में पुनरावृत्ति के लिए हमने जो कुछ शामिल किया था उसके बारे में बात करते हैं धातु और सिरेमिक भाग निर्माण के दृष्टिकोण क्या थे पाउडर बेड फ्यूजन के विभिन्न रूपों की व्याख्या करें हमने एक स्पॉट देखा फिर एक लाइन एक परत बनते हुए देखी पाउडर आधारित फ्यूजन प्रक्रिया के लिए किन किन विभिन्न सामग्रियों का उपयोग किया जाता है यह कुछ चीजें हैं जो हम इस व्याख्यान में चर्चा कर चुके हैं